नमस्कार मैं हूं विपुल माथुर मुख्य अभियंता उड़ान प्रयोगशाला इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी कानपुर मैं यहां एक छोटा सा प्रस्तुतीकरण देने के लिए आया हूं जिस का विषय है वायु यान किस प्रकार संचालित होते हैं और उनका रखरखाव हमारे छोटे से संगठन में हमारे देश में कैसे किया जाता है संचालन और रखरखाव को समझने के लिए जरूरी है कि हम उन चीजों को समझें जो वायु यान के संचालन उसकी डिज़ाइनिंग की शुरुआत से उसके विकास इसमें शामिल नियंत्रक प्राधिकरण अंतर्निहित विभिन्न जांच निर्माता द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों से संबंधित है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्निहित पेचीदगियों को समझा जाए निरीक्षणों के अतिरिक्त हम आपको दिखाएँगे बहुत से निरीक्षण जो हम विमान के उड़ान पर जाने के पहले प्रतिदिन करते हैं विमान के जमीन पर आने के पश्चात और विमान के उड़ान पर जाने के पहले किए जाने वाले निरीक्षण आपको दिखाए जाएंगे और बताए जाएंगे आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ़्ट से संबंधित कोई भी विषय एविएशन है जो वायुगतिकीय का प्रायोगिक पहलू है या कला है यथा एयरक्राफ़्ट की डिज़ाइनिंग यान का डिज़ाइन डिजाइन का विकास डिजाइन किये गए एयरक्राफ़्ट का निर्माण एयरक्राफ़्ट का संचालन एवं व्यवहार विशेष कर वायु से भारी वायु यान का वहां आपको मशीन का डिजाइन और फिर उस डिजाइन पर आधारित मशीन का उत्पादन करना होता है और एक बार निर्मित हो जाने पर इसको संचालन एवं व्यवहार में लाना होता है इस तरह एविएशन मैं वह सब है जैसे कि एयरक्राफ़्ट का डिजाइन उन्नयन विकास निर्माण संचालन एवं व्यवहार क्योंकि मशीन का जीवन का एवं संपत्ति का इस विमान परिचालन से संबंध है इसलिए दांव बहुत बड़ा हो जाता है और हर चीज सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती है हमें सुरक्षा के प्रति बहुत सावधान रहना है हर कोई जो इस विमान के साथ काम कर रहे हैं चाहे वह विमान चालक हो इंजीनियर हो या नियंत्रक अधिकारी हो सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं विनियमन शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आपदाओं को रोकना ही सुरक्षा है विफलताओं को नियम कायदे बनाकर संबंधित व्यक्तियों को मशीनों के संचालन एवं रखरखाव में प्रशिक्षित कर रोका जा सकता है ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यक्तियों और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करके सामान्य स्तर तक या उसके नीचे ले जाया जाए नियम बनाकर व्यक्तियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर व्यक्तियों और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकता है यह खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया है आप देख सकते हैं इस प्रकार सुरक्षा विनियमन शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा विफलताओं को रोकने की परिस्थिति है जिसमें खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन कर व्यक्तियों एवं संपत्ति को होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए के लिए सतत प्रयास किया जाता है हम मिलकर काम करते हैं और खतरों को कम से कम करते हुए सुरक्षा करते हैं वायु यान क्या है वायु यान एक ऐसी मशीन है जो वायुमंडल से हवा में हो रही प्रतिक्रिया से सहयोग लेने में सक्षम है जैसे कि बैलून स्थिर अथवा स्वतंत्र एयर शिप पतंग ग्लाइडर एवं दूसरी उड़ने वाली मशीन आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी मशीन जो वायुमंडल में वायु से हो रही प्रतिक्रिया वायु की जमीन से प्रतिक्रिया को छोड़कर से सहारा लेने में सक्षम है वह एक एयरक्राफ़्ट है यह स्वतंत्र भी हो सकती है और एक स्थान पर बांधी हुई भी यह एक स्वतंत्र या बंधा हुआ बैलून हो सकता है एक एयर शिप हो सकता है एक पतंग अथवा ग्लाइडर या कोई अन्य उड़ने वाली मशीन हो सकती है यह सभी एयरक्राफ़्ट हैं अब एक वायु यान क्या है वायु यान शक्ति चालित वायु से भारी एयरक्राफ़्ट है जिसको अपनी लिफ्ट मुख्यतः सतह पर होने वाले वायुगतिकीय प्रतिक्रियाओं से मिलती है और जो कुछ परिस्थितियों में स्थिर रहकर उड़ान भर सकता है इस प्रकार आपकी एक वायु यान और एयरक्राफ़्ट के बीच में अंतर देख सकते हैं एयरोप्लेन भी एक एयरक्राफ़्ट है परंतु यह शक्ति चालित एवं वायु की अपेक्षा भारी होता है यह मुख्यतः सतह पर होने वाली वायु की प्रतिक्रियाओं से अपनी लिफ्ट एवं उड़ान प्राप्त करता है एयरक्राफ़्ट सारे संसार में परिचालित होते हैं एवं एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ ICAO द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अभिकरण है जो राज्यों द्वारा सन 1944 में बनाया गया था इस प्रकार वायु यानपरिचालन सारे संसार में अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों विधियों और मानदंडों के द्वारा नियंत्रित होता है जो समस्त विश्व में एक ही है ICAO का मुख्य कार्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और भारत में नागरिक विमानन नियंत्रक प्राधिकरण महानिदेशक नागरिक उड्डयन DGCA है यूनाइटेड स्टेट्स में नागरिक उड्डयन नियंत्रण प्राधिकारी हैं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और यूरोप में यह है यूरोपियन सिविल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको कहते हैं यूरोपीयन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA भारतीय कानूनों के अंतर्गत भारतीय नागरिक उड्डयन एयरक्राफ़्ट एक्ट 1934 के अंतर्गत परिचालित होता है जिसको हमारी लोकसभा ने पारित किया था इसी के एक भाग के रूप में एयरक्राफ़्ट रूल 1937 बनाए गए आप देख सकते हैं इन नियमों को इंडियन एयरक्राफ़्ट रूल्स 1937 विभिन्न भाग है और इनको विभिन्न भागों में बाँटा गया है यह आप देख सकते हैं भाग 1 प्राक्कथन है भाग 2 उड्डयन की साधारण परिस्थितियां भाग 3 सामान्य सुरक्षा शर्तें भाग 4 एयरक्राफ़्ट की रजिस्ट्रेशन एवं मार्किंग भाग 5 वायु यान के पदाधिकारी भाग 6 उड़ान योग्यता भाग 7 रेडियो टेलीग्राफ उपकरण भाग 8 वायुगतिकीय बीकन ग्राउंड लाइट्स एवं फॉल्स लाइट्स भाग 9 कार्य पुस्तिका भाग 11 एरोड्रम भाग 12 एयर ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी भाग 12A वायु गतिकीय दूरसंचार 12B नियामक प्रावधान 12C यांत्रिकी परीक्षण एवं संगठनों मानवीय आवश्यकता परिचालकों को छोड़कर भाग 13 एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एवं आकाशीय कार्य भाग 13 A इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन एंड मैन्युअल रिक्वायरमेंट्स ओनर्स और ऑपरेटर्स और भाग १४ सामान्य है आप देख सकते हैं एयरक्राफ़्ट रूल्स विभिन्न भागों में बैठे हुए हैं और उनके सामने पोस्ट को में आप देख सकते हैं नियम संख्या उदाहरण के लिए प्रारम्भ में 1 3 B लगभग 13 नियम है आप देख सकते हैं भाग 6 उड़ान योग्यता हम लोग जो वायु यानरखरखाव करने वाले लोग हैं वायु यान की उड़ान योग्यता से ही वास्ता रखते हैं और यह नियम नियम संख्या 49 से नियम संख्या 62 एयरक्राफ़्ट एक्ट 1934 के खंड 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ICAO से संबंधित नियम बनाने की और उन को लागू करने की योग्यता प्रदान करती है कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो नियामक अधिकारियों अपने अपने देशों में पूरी करनी होती है जैसे कि ICAO की शर्तें होती है और जैसा कि ICAO के सम्बंधित सम्मेलन के निर्देश एयरक्राफ़्ट एक्ट के भाग 4 में केंद्र सरकार को नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है जिसके अधीन DGCA नागरिक उड्डयन के लिए अपने मापदंड एवं कार्य प्रणालियाँ बनाती है जिनको हम CAR कहते हैं निर्गत किए जाते हैं जिनके द्वारा विस्तृत आवश्यकताओं और उन्हें पूरी करने के लिए कार्य प्रणालियों का विशेष वर्णन होता है होता है अन्य विनियामक प्राधिकरण के नियमों को ध्यान में रखते हुए यह इनको मानकीकृत एवं समरूप करता है यह अन्य किसी भी वायु यानपरिचालन की सुरक्षा से संबंधित समस्या को संबोधित करता है जैसा कि आवश्यक हो या जैसा महानिदेशक का विचार हो महानिदेशक यहां नागरिक उड्डयन के महानिदेशक के रूप में कार्य करते हैं यह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या केंद्र सरकार या अथवा महानिदेशक द्वारा गठित किसी भी किसी भी अन्य समिति के अनुशंसाओं को कार्यान्वित करती है अब आप देख सकते हैं यह सभ्यता की आवश्यकता है जो CAR निर्गत किए जाते हैं इनके बहुत सारे खंड भी होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं खंड 1 सामान्य है खंड 2 उड़ान योग्यता के लिए खंड 3 वायु यातायात खंड 4 एरोड्रम मानक एवं लाइसेंसिंग खंड 5 वायु सुरक्षा खंड 6 डिजाइन मानक और अन्य प्रमाणीकरण के लिए खंड 7 कर्मचारियों की योग्यता प्रशिक्षण एवं लाइसेंस सिंह के लिए खंड 8 वायु यानपरिचालन के लिए खंड 9 हवाई क्षेत्र और वायु पथ प्रदर्शन सेवा मानकों के लिए खंड 10 उड्डयन वातावरण परिरक्षण के लिए खंड 11 खतरनाक वस्तुओं का वायु मार्ग से परिवहन पुणे ज्ञान का रखरखाव मुख्य सर सेक्शन 2 में उड्डयन योग्यता से संबंधित है इसलिए आप देख सकते हैं विभिन्न खंड जिनमें नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं को दिया गया है अब यह सब विनियमन के लिए था एयरक्राफ़्ट नियम एवं नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं अब हम वायु यान के डिजाइन पर आते हैं एक बार वायु यान का डिजाइन और विकसित कर लेने पर उसके प्रमाणीकरण करना होता है DGCA इसके लिए प्रमाण पत्र निर्गत करता है A प्रकार का प्रमाण पत्र एक दस्तावेज़ है जिसको महानिदेशक के द्वारा निर्मित और मान्य किया जाता है इससे यह सुनिश्चित होता है कि डिजाइन के मुताबिक इंजन या प्रोपेलर उन डिजाइन मांगों को पूरा करता है जो हो महानिदेशक द्वारा निश्चित किए गए हैं A प्रकार का प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि वायु यान का उत्पादन मंज़ूर की गई डिजाइन के मुताबिक हुआ है और यह डिजाइन इसकी उड्डयन योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा करता है नियामक पदाधिकारी डिजाइन के दस्तावेज़ों और प्रक्रियाओं का मिलान करता है अगर डिजाइन इस प्रकार के वायु यान के लिए स्थापित आवश्यकताओं को पूरा करता है तो प्रमाणीकरण किया जाता है एक बार वायु यान का प्रकार प्रमाणित होने पर इसकी उड्डयन योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसका अर्थ होता है कि महानिदेशक इसके आवेदन है डिजाइन टाइप को प्रमाणित करते हैं और यह की यह परिचालन के लिए सुरक्षित है महानिदेशक द्वारा बताए गए मानदंडों के अनुसार उड्डयन योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाता है जो एक वायु यान के लिए अति आवश्यक है यह ऐसा दस्तावेज़ है जो विशिष्ट विमान को मिलता है और पुष्टि करता है वायु यान का डिज़ाइन प्रमाण पत्र में दिए गए प्रकार का है और यह उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है जो महानिदेशक द्वारा इस तरह के विमान के लिए सुनिश्चित की गई है और कि विमान इस हालत में परिचालन योग्य है CAR यह बंधेज करता है कि इसके उड्डयन योग्यता जारी रहने के लिए क्या शर्तें हैं जिससे कि विमान सतत उड्डयन योग्य बना रहे ऐसा वार्षिक उड्डयन योग्यता पुनः निरीक्षण समीक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है इनको हम ARC कहते हैं एक बार उड्डयन योग्यता का प्रमाण पत्र निर्गत होने पर विमान की सतत उड्डयन योग्यता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक समीक्षा की जाती है और योग्यता पूरी होने पर वार्षिक ARC अथवा उड्डयन योग्यता समीक्षा प्रमाण पत्र दिया जाता है अतः C of A एवं ARC किसी वायु यान के उसे रहने के लिए नितांत आवश्यक है ARCs मान्य रहने पर C of A को मान्य समझा जाता है इससे यह भी बताया जाता है कि कौन सी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए उस रखरखाव करने वाले संगठन अथवा उनके कर्मियों द्वारा के क्या किया जाए जो भारत में या किसी अन्य विदेशी देश में निबंधित है पर जिसका उपयोग एक भारतीय परिचालक द्वारा किया जा रहा है ताकि सुनिश्चित हो सके कि रखरखाव में असावधानीवश कल पुर्जों एवं उपकरणों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह छूट न जाये अब हम देखेंगे मालिक की ज़िम्मेदारी है क्या है वायु यान के मालिक की भारत में विमान परिचालन के पहले क्या जिम्मेदारियां हैं मालिक इसकी शतक उड्डयन योग्यता के लिए जिम्मेदार हैं और उसे सुनिश्चित करना है कि कोई भी उड़ान वायु यान के रखरखाव के बिना ना हो उड्डयन योग्यता की परिस्थिति में अगर कोई आकस्मिक उपकरण लगाया जाता है तो यह सुनिश्चित करना कि वह सही तरीके से लगाया गया है और कि वह काम के योग्य है या नहीं उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र तभी मान्य रहते हैं जब वायु यान को मान्य रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार रखा जाए आप देख सकते हैं विभिन्न जिम्मेदारियां पहली वायु यान को रखरखाव द्वारा उड्डयन योग्य रखना है उपकरण कार्यशील हो आकस्मिकता के लिए सभी कार्य योग्य हों अगर कोई वस्तु कार्य योग्य नहीं है तब इसको पहचाना जाए और उसको साफ साफ दर्शाया जाए विमान चालक वह उन मशीनों की जानकारी होनी चाहिए जो काम नहीं कर रही है और यह की क्या इस तरह के उपकरणों के साथ विमान का संचालन करना नियमों के भीतर है या नहीं उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र अर्थात उड़ान योग्यता समीक्षा प्रमाण पत्र मान्य हो वायु यान के रखरखाव स्वीकृत रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार हो रहा हूं और विमान उत्पादक द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार हो रहा हो अब विमानों का वर्गीकरण है विमान वर्गीकृत होते हैं जटिल मोटर 40 वायु यान श्रेणी 1 हल्के विमान और श्रेणी 2 हल्के विमान जटिल मोटर 40 बेईमान अर्थात विमान जिनका भार 5700 kg से ज्यादा है या जिसमें 19 से ज्यादा यात्री यात्रा कर रहे हैं या जिनके परिचालन के लिए दो चालकों की आवश्यकता है या टर्बो जेट इंजन युक्त या एक से ज्यादा टर्बोजेट इंजन स्वाभिमान ऐसा कोई भी विमान जो 5700 kg से ज्यादा है या कुछ भी जो 19 से ज्यादा यात्रियों को ले जा सकता है या जिसे चलाने के लिए दो चालकों की आवश्यकता होती है या जिसमें एक या एक से अधिक टर्बोजेट बेंजीन लगा हो ऐसे सारे विमान कंपलेक्स मोटर चालित विमान होते हैं किसी हेलिकाप्टर के लिए अगर 3175 kg MTOM से अधिक है या 9 से अधिक यात्रियों का वहां करता है या काम से काम दो विमान चालकों द्वारा उड़ाया जाता है या इस पर कोई टिल्ट रोटर लगा है अगर वायु यानों अथवा हेलीकॉप्टर के लिए आप देख सकते हैं किसी मशीन के इस वर्ग में आने का अर्थ है इस भार श्रेणी में आना या 9 से अधिक यात्रियों का वहन करना या इसे चलाने के लिए चालकों की समुचित संख्या या इस पर कोई जटिल इंजन का लगा होना केटेगरी I लाइट एयरक्राफ़्ट के अंतर्गत आने वाले विमान हैं एक सैलप्लेन या शक्ति चालित सैलप्लेन जिसका अधिकतम उड़ान भर 1000 kg से काम हो और कॉम्प्लेक्स मोटर चालित न हो एक बैलून जिसके अंदर भरी जाने वाली गर्म हवा या गैस का आयतन 3400 क्यूबिक मीटर से कम हो गैस बैलून के लिए 1050 मीटर से कम हो और जो बैलून एक जगह पर बांधे हुए हैं उनके लिए 300 किलोमीटर से कम हो या कोई एयरसेप जो इस प्रकार डिज़ाइन किया गया हो कि अधिकतम 2 यात्री उसमें जाएं और उसको ऊपर उठाने वाली गर्म हवा या कैश का अधिकतम आयतन 2500 की विजय हो और गैस एयरशिप्स के लिए 1000 की 20 मीटर से कम है इस प्रकार आपने देखा कि विभिन्न श्रेणियों में रहने के लिए मशीनों को क्या क्या आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है पुणे श्रेणी जो के हल्के विमानों में आते हैं हवाई जहाज जिनका अधिकतम उड़ान भर 2000 किलो हो जिसमें कोई कंपलेक्स मोटर पावर ना हो एक ऐसा सेल प्लेन जो 2000 किलो MTOM या उससे कम हो एक बैलून या गर्म हवा वाला एयर शिप जो विशेषताओं को पूरा करता हो यथा अधिकतम 3 स्थैतिक भारीपन दिशा रहित थ्रस्ट रिवर्स थ्रस्ट को छोड़कर पारंपरिक और सरल डिजाइन स्ट्रक्चर नियंत्रण प्रणाली एवं बैल्लोनेट सिस्टम और शक्ति रहित नियंत्रण से युक्त या बहुत हल्का रोटर एयरक्राफ़्ट रोटरक्राफ्ट श्रेणी दो मैं आने के लिए वायु यानको यह आवश्यकता है पूरी करनी होती है अब उड़ान योग्यता पर आते हैं उड़ान योग्यता क्या है उड़ान योग्यता का अर्थ है एक वायु यान इंजन प्रोपेलर या उसका कोई भाग अपने स्वीकृत डिज़ाइन के अनुरूप होता है और यह सुरक्षित परिचालन की स्थिति में होता है जिसके मानदंड महानिदेशक द्वारा उल्लेख किए गए हैं तो ऐसी कोई मशीन एयरक्राफ़्ट इंजन या प्रोपेलर जो स्वीकृत डिज़ाइन के अनुसार निर्मित है जिसका निर्माता नियामक अधिकारी द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार रखरखाव होता है और वह परिचालन की सुरक्षित अवस्था में है जैसा कि नियमों में और महानिदेशक द्वारा दिए गए मानदंडों में पूरा है उसे उड़ान योग्यता कहते हैं सतत उड़ान योग्यता का अर्थ है वे सभी विधियां जिनके द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि अपने परिचालन के पूरे जीवन काल में एयरक्राफ़्ट का रखरखाव होता है और इसके परिचालन काल के के किसी भी बिंदु पर यह उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं नियामक अधिकारियों और निर्माता के दिए गए निर्देशों के अनुसार जो इसके समुचित रखरखाव के लिए आवश्यक है इसे उड़ान योग्यता के मानदंडों के अनुसार रखरखाव देना है यानी स्वीकृति डिज़ाइन के अनुसार इसे हर अवस्था में परिचालन योग्य होना चाहिए अगर कोई एयरक्राफ़्ट या कोई इंजन या प्रोफेसर या कोई मशीन इन सभी आवश्यकताओं को पूरी करती है तो हम कहते हैं कि वह शतक उड़ान योग्यता रखती है रखरखाव क्या है रखरखाव वायु यान और इसके पुरुषों का जीर्णोद्धार मरम्मत निरीक्षण प्रतिस्थापन परिवर्तन या दोष सुधार का संयोजन है रखरखाव के विभिन्न प्रकार हैं जैसे कि हार्ड टाइम रखरखाव ऑन कंडीशन रखरखाव कंडीशन मॉनिटरिंग प्रीवेंटिव मेंटेनेंस हार्ड टाइम मेंटेनेंस प्राथमिक रखरखाव की क्रिया है जिसमें वायु यान और वायु यान के पुर्जों का समय के निश्चित अंतराल के बाद निरीक्षण करते हैं यान के विभिन्न पुरज़ाों की जांच यह जांच निश्चित अंतराल पर करनी पड़ती है इसीलिए इसको हार्ड टाइम मेंटेनेंस कहते हैं कोई भी पुरज़ा जिसका जीवन काल निर्दिष्ट किया गया है उदाहरण स्वरूप कहें 4 वर्ष तब प्रत्येक 4 वर्ष के बाद उस पुर्जे को हटाकर उसके स्थान पर नया पुरज़ा लगाया जाता है और इसको महत्व नहीं दिया जाता कि वह पुर्जा अभी चलने योग्य है या नहीं उस विशेष पुर्जे को हटाना ही पड़ता है इस प्रकार विशिष्ट पुर्जे की सुनिश्चित जीवन अवधि होती है जिसको कहते हैं हार्ड टाइम मेंटेनेंस जिसके पूर्ण होने पर उस पुर्जे को हटाना ही पड़ता है ऑन कंडीशन मेंटेनेंस बार बार किए जाने वाले दृश्य निरीक्षण भौतिक मापन इंस्टिट्यूट बेंच टेस्ट्स इत्यादि के संयुक्त रूप हैं जैसे वायु यान की सतत उपयोगिता सुनिश्चित की जाती है और इसमें विमान के उन भागों को पूर्णरूपेण विमान से तब तक खोला नहीं जाता है जब तक इस भाग की अवस्था संचालन के लिए नाज़ुक ना हो जाए आप देख सकते हैं फोन कंडीशन मेंटेनेंस में आपको बार बार निरीक्षण करने पड़ते हैं जोकि दृश्य निरीक्षण भौतिक मापन बेंच टेस्ट या इंस्टिट्यूट टेस्ट हो सकते हैं इस प्रकार वायु यान की और उसके विभिन्न भागों की सतत उपयोगिता को विमान से अलग किए बिना सुनिश्चित करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं उनको उनकी खतरनाक अवस्था में पहुंचने के पहले बदला जा सके उदाहरण स्वरूप कोई भी उपकरण जिसके लिए कौन कंडीशन मेंटेनेंस नियत की गई है हम लोग बेंच टेस्ट करते हैं मान लें 2 साल के पश्चात तो हर एक दो साल बाद हम लोग इस उपकरण को खोल कर उसका बेंच परीक्षण करते हैं या ऐसे उपकरण या पुर्जे जिनको वायु यान से खोला जाना मान्य नहीं है उनका माननीय संस्था द्वारा निरीक्षण किया जाता है ऐसे विशेष परीक्षण जो हर 2 साल बाद किए जाने सुनिश्चित किए गए हैं उनका हर 2 साल के बाद परीक्षण किया जाता है इसी तरह दृश्य परीक्षण या भौतिक मापन द्वारा पूर्वजों की ऑन कंडीशन मेंटेनेंस निश्चित अंतराल के बाद की जाती है उपयोगी पाए जाने पर हम उस भाग को खोलकर अलग नहीं करते हैं परंतु यह अवश्य ही सुनिश्चित करते हैं कि वह अपने परिचालन के जीवन काल मैं नाज़ुक अवस्था में ना पहुंचे ऑन कंडीशन निगरानी द्वारा विमान के ऐसे भागों का परीक्षण और सुधार किया जाता है जिनमें खराबीआज आने पर विमान की सुरक्षा प्रभावित नहीं होती इस प्रकार के रखरखाव में हम उस भाग की सतत निगरानी करते रहते हैं और उस में समस्या सुनिश्चित कर उसे दूर करते रहते हैं पूर्व सतर्कता संबंधी उपाय के अंतर्गत पूर्व निर्धारित अंतराल पर विमान का उसके पुर्जों का विमान की प्रणालियों का रखरखाव किया जाता है जिससे कि वह उड़ान योग्य स्थिति में हो इस प्रकार आप देखते हैं कि हम लोग पूर्व सतर्कता संबंधी रखरखाव पूर्व निर्धारित अंतराल ऊपर करते रहते हैं जिससे कि विमान और विमान के विभिन्न हिस्से हर समय उड़ान योग्यता के लिए सुरक्षित स्थिति में मिल सके आप देखते हैं कि विमान परिचालन के लिए विभिन्न प्रकार के गाइड कार्य पुस्तिकाएं प्रमाण पत्र वांछित हैं जिन के द्वारा सामान्य कार्य विधि आकस्मिक कार्य विधि और विभिन्न दिशा निर्देशों जिनका विमान चालक को विमान परिचालन के लिए पालन करना होता है को उल्लिखित करा जाता है उसके अलावा एक विमान रख रखाव गाइड पुस्तिका होती है जिसमें विभिन्न कार्य विधियों उल्लेखित होती हैं जिनसे बताया जाता है कि विमान के रख रखाव के लिए अनु पालन किये जाने वाले कदमों के बारे में और एक सचित्र पार्ट्स कैटलॉग जो विभिन्न पुर्जों के पार्ट नंबर और प्रयुक्त संख्यायों को बताता है और उनके चित्र दर्शाता है इसके अतिरिक्त एक वायरिंग मैन्युअल निर्देशिका भी होती है जिसमे वायरिंग डायग्राम इलेक्ट्रिकल डायग्राम दिए होते हैं विमान की विभिन्न कार्य प्रणालियों के लिए वायरिंग डायग्राम एक अन्य निर्देशिका होती है जिसे विमान की व्यवस्था एवं मरम्मत निर्देशिका कहते हैं जिसमे विमान की मरम्मत का उल्लेख होता है और विभिन्न भागों के लिए जैसे कि प्रोपेलर इंजन के लिए एक ऑपरेटर मैन्युअल operator's manual और इंस्टालेशन मैन्युअल है इन मैन्युअल के अतिरिक्त विमान चालन के लिए जरूरी है विभिन्न लॉगबुक जर्नी लॉगबुक में दर्ज होते हैं उड़ान की अवधि चालाक का नाम उड़ान आरम्भ होने का स्थान और गंतव्य स्थान यात्रा की प्रकृति यात्रा के लिए ले जाया गया ईंधन एवं तेल विभिन्न गड़बड़ियाँ अथवा घटनाएँ जो यात्रा या उड़ान के दौरान हुईं जर्नी लॉगबुक में वह सब दर्ज होता है जो विमान की यात्रा से संबंधित है जर्नी लॉगबुक वायु यान की यात्राओं के बारे में सारी सूचनाएं देता है इसके अलावा एयरक्राफ़्ट लॉग बुक भी है जिसमे उड़ान के घंटे और विमान की सभी प्रकार की करी गयी जांचों का बारे जानकारी दर्ज होती है साथ ही हर प्रकार के सामान के प्रतिस्थापन या विमान के किसी भाग में की गयी परिवर्तन की सूचना मिलती है इंजन लॉग बुक बताता है की विमान का इंजन कितने घंटे चल चुका है इसके निरीक्षणों सुधारों एवं बदले गए सामान के बारे में इसी तरह से प्रोपेलर और रेडियो के भी लॉग बुक होते हैं इस तरह हमारे पास हैं जर्नी लॉग बुक एयरक्राफ़्ट लॉग बुक इंजन लॉग बुक प्रोपेलर लॉग बुक and रेडियो लॉग बुक हैं इसके अलावा विभिन्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है और सेवा के लिए जारी प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है सेवा के लिए जारी प्रमाण पत्र निरीक्षण के बाद निर्गत किया जाता है यह प्रमाण पत्र एक इंजीनियर के द्वारा जिया जाता है या खाते हुए विमान उड़ान के लिए उपयुक्त है और कि विमान में उड़ान योग्यता है एक बार सेवा के लिए जारी प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद विमान का चालक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर विमान को स्वीकार करता है इस सेवा के लिए जारी प्रमाण पत्र विमान के लिए विभिन्न प्रमाण पत्र होते हैं जैसे कि निबंधन प्रमाण पत्र जो आप देख सकते हैं और जिसे हम उड़ान योग्यता का C ऑफ़ R भी कहते हैं जिसका पूर्व में उल्लेख C of A मैं भी हुआ है और सर्टिफ़िकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ़ एयरवर्दीनेस या ARC कहते हैं C ऑफ़ A और ARC विमान के परिचालन के लिए अत्यावश्यक है एक अन्य प्रमाण पत्र नॉयज़ सर्टिफिकेट डीजीसीए द्वारा जारी किया जाता है कि वायुयान द्वारा उत्पन्न कोलाहल स्वीकृत सीमा के भीतर है इसके अतिरिक्त एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस भी जारी होता है जिसे एयर मोबाइल लाइसेंस कहते हैं और साथ ही एक एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी विमान परिचालन के लिए चाहिए होता है कि विमान का बीमा किया गया है इस प्रकार विमान चालन के लिए किसी भी संगठन को DGCA द्वारा स्वयं को प्रमाणित कराना जिसके लिए DGCA द्वारा किसी संगठन के अनुमोदन के लिए दिशा निर्देश निश्चित किए गए हैं DGCA द्वारा अनुमोदित संगठनों के पास कुछ आवश्यक सुविधाएँ होनी चाहिए जैसे कि इनका अपना एक उड़ान योग्यता प्रबंधन प्रकोष्ठ होना चाहिए इनके पास समुचित विमान घर की सुविधा होनी चाहिए इनका अपना एक विमानन भंडार होना चाहिए भंडार के विभिन्न प्रकार है जैसे कि बंधुआ भंडार क्वारंटाइन भंडार ईंधन भंडार बैटरी शॉप रेडियो शॉप और विमान को खड़ा रखने के लिए टारमेक इत्यादि इन सभी सुविधाओं के होने पर और DGCA द्वारा किए गए आडिट आंतरिक ऑडिट विभिन्न तत्काल परीक्षणों और DGCA की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद संगठन का DGCA द्वारा अनुमोदन किया जाता है इस तरह विभिन्न प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है आप देख सकते हैं निबंधन प्रमाणपत्र जो DGCA द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाणपत्र है यह है महानिदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा दिया गया उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र आप देख सकते हैं निर्माता के यहाँ दी गयी राष्ट्रीयता और निबंधन चिह्न यह बताता है वायु यान का निर्माता और वायु यान का क्रमांक श्रेणी या वर्ग जिस के लिए वायु यान स्वीकृत है और यहाँ इस मामले में आप देख सकते हैं की यह साधारण निजी है चालक दल की न्यूनतम संख्या और अधिकतम सकल भार जिसके लिए यह अधिकृत है आप देख सकते हैं कि प्रमाण पत्र में उल्लिखित है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की 7 दिसंबर 1944 के सम्मेलन के और एयरक्राफ़्ट रूल्स 1937 जिसमे समय समय पर संशोधन हुए के प्रावधानों के अनुसार यह उड़ान योग्यता का यह प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो तभी उड़ान योग्य माना जायेगा जब इसका रखरखाव और परिचालन पूर्वगामी एवं उचित परिचालन सीमाओं में किया जायेगा यह प्रमाण पत्र अपरिहार्य शर्तों के पालन करने पर नियत तिथि तक मान्य होगा बशर्ते कि इसे उस तिथि के पूर्व रद्द कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए किसी वायु यान को एक बार C ऑफ़ A दिए जाने के बाद इसे हर बार वार्षिक समीक्षा करानी होती है आप यहाँ उड़ान योग्यता समीक्षा प्रमाण पत्र देख रहे हैं जो एक साल तक के लिए मान्य है और इसे C ऑफ़ A के मान्य रहने के लिए मान्य उड़ान योग्यता समीक्षा प्रमाण पत्र पाना होता है अगर उड़ान योग्यता समीक्षा प्रमाण पत्र मान्य नहीं है तो यह समझा जाता है कि C ऑफ़ A निलंबित हो गया है अब आप देख सकते हैं एक वायु यान के लिए नॉइज़ सर्टिफ़िकेट जिसमे विमान की राष्ट्रीयता निबंधन चिह्न और निर्माता का दिया क्रमांक स्थापित इंजन का प्रकार और प्रोपेलर का प्रकार अधिकतम सकल टेक ऑफ भार अधिकतम लैंडिंग भार और शोर नियंत्रण के प्रामाणिक मानक उल्लेखित है जिनका पालन करना है और टेक ऑफ के समय शोर का स्तर आप नॉइज़ सर्टिफ़िकेट देख सकते हैं यह प्रमाण पत्र हर वायु यान के लिए अपरिहार्य है साथ ही हर वायु यान का एक भार अनुसूची होती है आपने देखा हर वायु यान की एक भार अनु सूची होती है और वायु यान का वजन करना होता है रिक्त वायु यान का वजन किया जाता है और यह भार अनु सूची बताती है कि चालक दल प्रयोग होने वाले ईंधन अधिकतम वहन किये जाने वाला भार पूरी भरी ईंधन टंकियों के साथ क्या होगा और वायु यान के CG की रेंज क्या है प्रत्येक विमान के लिए भार अनु सूची बना कर उसे DGCA से अनुमोदित करना होता है अब वायु यान के रख रखाव पर वापस आते हैं वायु यान निर्माता द्वारा एक देख भाल कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया है जिसे प्रोग्रेसिव केयर प्रोग्राम कहते हैं ताकि वायु यान की देख भाल वायु यान के परीक्षण व्यवस्थित तरीके से हो सके और साथ ही वायु यान का डाउनटाइम न्यूनतम हो आप देख सकते हैं कि वायु यान का पूर्ण परीक्षण का क्षेत्र एवं विवरण बहुत विस्तृत होता है यह किसी विमान को लम्बे समय के लिये परिचालन से बाहर रख सकता है इस लिए वैकल्पिक परीक्षण कार्यक्रम डिज़ाइन किये गए हैं जिससे विमान का डाउनटाइम न्यूनतम हो इस प्रोग्रेसिव केयर प्रोग्राम के द्वारा विमान का क्रमिक परीक्षण करते हैं जिसका अर्थ है एक समय में विमान के एक हिस्से का परीक्षण करना और क्रम वार सभी हिस्सों का परीक्षण करना दूसरी चरण में हम विमान के अन्य भाग का परीक्षण करते हैं पूरे विमान को हम विभिन्न हिस्सों में बाँट सकते हैं और विभिन्न चरणों में विमान के विभिन्न हिस्सों का परीक्षण करते हैं इन परीक्षणों का उद्देश्य है पूरे विमान का परीक्षण क्रम वार अलग अलग 4 से 6 हिस्सों में कर पूरे विमान के परीक्षण का चक्र पूरा करना इस तरह विमान के पूर्ण परीक्षण की ज़रूरतों को पूरा करना है ऐसे कार्य क्रमों का लाभ यह है कि इसके विभिन्न चरण रातों रात पूरे हो सकते हैं और विमान प्रति दिन उड़ान कर सकता है जिससे इसके द्वारा करी जाने वाली आमदनी की क्षति नहीं होती यह क्रम वार कार्य क्रम 4 चरणों में बाँटा जा सकता है चरण 1 से 4 तक में 50 घंटे 100घंटे और 200 घंटे की सारी परीक्षण आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षण कार्य चरण 1 से लेकर 4 तक में हो जाते हैं जो कि हर 50 घंटे 100घंटे और 200 घंटे में किये जाने वाले हैं और भी बहुत सारे निरीक्षण कार्य हैं जो विभिन्न अंतरालों पर किये जाते हैं परीक्षण कार्यक्रम को प्रचालनों में बाँट दिया गया है ताकि इन्हे क्रम वार पूरा किया जाए हर स्तर पर कल पुर्जों की समय सीमाओं का हर परीक्षण स्तर पर जांच जाए ताकि उनकी समुचित मरम्मत या बदलने की जरुरत को समय पर किया जा सके ये परीक्षण प्रचालन सामान्य इस्तेमाल और औसत मौसम के लिए विकसित किये गए हैं अत्यधिक नमी वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधों या अत्यंत ठंडे शीतल क्षेत्रों में प्रचलित होने वाले वायु यानों का घिसाव जंग लगने और स्नेहन के लिए और जल्दी जल्दी करना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में परीक्षण प्रचलनों की बारम्बारता को बढ़ा देना चाहिए जब तक कि प्रचालक मैदानी अनुभव केआधारअपने लिए परीक्षण काल को नियत न कर ले परन्तु प्रचालक द्वारा तय की गयी समयावधि को परीक्षण के लिए पूर्व निश्चित समयसीमा को पार नहीं करना चाहिए स्थानीय और भौगोलिक परिस्थितियों जिनमे वायु यान का परिचालन हो रहा है के आधार पर परीक्षणों की बारम्बारता आउटर प्रकृति में संशोधन किये जा सकते हैं परन्तु निर्माता द्वारा निर्धारित परीक्षणों की न्यूनतम आवश्यकता को हर हाल में पूरा करना है अतः आप देख सकते हैं कि प्रचलन 1 में वे सभी परीक्षण हैं जो 50 घंटे के अंतराल पर करने हैं और दूसरे 100 या 200 घंटों पर किये जाने वाले परीक्षण फुसेलगे क्षेत्र में आते हैं अतः प्रचलन 1 फुसेलगे क्षेत्र से संबंधित है जिनका परीक्षण अंतराल 50 घंटे अंतराल वाले परीक्षण से है 100 घंटे अंतराल वाले परीक्षण और 200 घंटे अंतराल वाले परीक्षण के साथ है और फुसेलगे क्षेत्र के साथ है प्रचलन 2 इंजन प्रकोष्ठ से संबंधित 50 घंटे अंतराल वाले 100 घंटे अंतराल वाले परीक्षण और 200 घंटे अंतराल वाले परीक्षण के लिए है इसी तरह प्रचालन 3 क्षेत्र से संबंधित सभी 50 घंटे अंतराल वाले परीक्षण से है 100 घंटे अंतराल वाले परीक्षण और 200 घंटे अंतराल वाले परीक्षण के साथ है प्रचालन 4 लैंडिंग गियर को समर्पित है इस प्रकार इन चार प्रचालनों से से सभी मुख्य क्षेत्र जैसे कि फुसेलगे एंजिन विंग एवं लैंडिंग गियर को देखा जाता है प्रचालन 5 और उसके बाद के परीक्षणों में विभिन्न है विशिष्ट परीक्षणों को किया जाता है जिनकी समय सीमा को विभिन्न बारंबारता द्वारा सुनिश्चित करना है उदाहरण स्वरूप प्रचालन 5 400 घंटों के अंतराल के लिए प्रचालन 6 का पुनः परीक्षण अंतराल 500 घंटे हैं और प्रचालन 7 का 600 घंटे 1 साल जो भी पहले हो है इसी प्रकार आप देख सकते हैं विभिन्न प्रचालन प्रचालन 25 तक इनकी बारम्बारता भिन्न भिन्न है समय सीमायें भी अलग हैं और वायु यान के विभिन्न विशिष्ट भागों के साथ संबंधित हैं प्रचलन 26 और उसके आगे हमारा एक कोरोजन कार्यक्रम है जिस से क्षरण य जंग लगने को रोका या नियंत्रित किया जाता है इस को हम CPCP परीक्षण जंग निरोधी एवं जंग नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं इनको विभिन्न अंतरालों पर किया जाना है यथा 12 महीने 24 महीने 36 महीने 48महीने 60 महीने CPCP परीक्षण जंग निरोधी एवं जंग नियंत्रण कार्यक्रम को विभिन्न अंतरालों पर किया जाना है यथा 12 महीने 24 महीने 36 महीने 48महीने 60 महीने पर किया जाना है वायु यान में विभिन्न मुख्य संरचनात्मक अवयव हैं वायु यान के किसी हिस्से को मुख्य संरचनात्मक अवयव कहते हैं जब वह विमान की उड़ान में उड़ान भारों और ज़मीनी भार को वहन करने में महत्वपूर्ण योगदान देता हो और जिसके असफल होने से विमान विमान के लिए तबाही आती हो ऐसे मुख्य संरचनात्मक अवयवों की निगरानी हमारे पूरक संरचनात्मक निरीक्षण कार्यक्रम का केंद्र विन्दु है हम इसको SSIP कहते हैं किसी एयरक्राफ़्ट को निर्माता द्वारा दिए गए निर्धारित एयरक्राफ़्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम के अनुसार एवं दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक रख रखाव करना होता है जिसके लिए निश्चित अंतरालों पर परीक्षण के प्रचालन 1 से प्रचालन 4 प्रचालन 5 से प्रचालन 25 तक और विभिन्न अंतरालों पर अन्य निरीक्षण किये जाते हैं नियमित परीक्षणों के अतिरिक्त विमान के लिए जंग प्रतिरोधक परीक्षण भी किये जाने हैं जिनको हम CPCP कार्यक्रम या जंग निरोधी एवं जंग नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं इस कार्य क्रम को विभिन्न अंतरालों पर किया जाना है यथा 12 महीने 24 महीने 36 महीने 48महीने 60 महीने पर किया जाना है एक अन्य कार्यक्रम है SSIP पूरक संरचनात्मक परीक्षण कार्यक्रम जो मुख्य संरचनात्मक अवयवों के अनुरक्षण हेतु करते हैं आप देख सकते हैं की अनेक पूरक क्षमा करें ये हैं विभिन्न संरचनात्मक अवयव जो विंग और इम्पेन्नागे फुसेलगे में स्थित हैं मुख्य संरचनात्मक अवयवों की देख भाल के लिए निर्माता द्वारा एक पूरक परीक्षण दस्तावेज़ बनाया गया है इस पूरक परीक्षण कार्यक्रम को SSIP कहते हैं यह विमान के वर्तमान व्यवहार परीक्षण एवं जांच विधि पर निर्भर है हर मुख्य संरचनात्मक अवयव के लिए अत्याधुनिक परीक्षण कार्यक्रम स्थापित किया जाता है अगर किसी मुख्य संरचनात्मक अवयव की अयोग्यता पकड़ में नहीं आती है तो यह विमान के विनाश का कारण बन सकती है मुख्य संरचनात्मक अवयव का चुनाव संरचनात्मक क्षेत्रीय भाग की संवेदनशीलता से प्रभावित होती है या उस भाग में पैदा होने वाले थकावट क्षरण तनाव क्षरण अथवा दुर्घटना से हुई क्षति प्रभावित होती है इस लिए मुख्य संरचनात्मक अवयवों की सुरक्षा के लिए एक पूरक निरीक्षण जिसे supplemental structural inspection program कहते हैं किया जाता है यह विमान के वर्तमान उपयोग पर आधारित होता है हर मुख्य अवयव के लिए एक अत्याधुनिक निरिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है मुख्य संरचनात्मक अवयव वह संरचना है जिसके अयोग्यता नहीं पकड़ी जाने से विमान का विनाश हो सकता है मुख्य संरचनात्मक अवयव का चुनाव संरचनात्मक क्षेत्रीय भाग की संवेदनशीलता से प्रभावित होती है या उस भाग में पैदा होने वाले थकावट क्षरण तनाव क्षरण अथवा दुर्घटना से हुई क्षति प्रभावित होती है इसका पूरक परीक्षण कार्यक्रम निर्माता परिचालकों एवं नियामक पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयास से विकसित किया जाता है इस परीक्षण कार्यक्रम में वर्तमान संरचनात्मक रख रखाव परीक्षण और पूरक परीक्षण शामिल होता है जिसकी आवश्यकता विमान की सतत उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है जब कि उसकी उपयोगिता के वर्ष बढ़ते जाते हैं आप देख सकते हैं यह SSIP कार्यक्रम आधारित है परिचालकों नियामक पदाधिकारियों और निर्माताओं के अनुसंधान से मिले इनपुट पर इन सभी इनपुट पर आधारित SSIP कार्यक्रम मुख्य संरचनात्मक अवयवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है क्योंकि जैसे जैसे विमान पुराना होता है मुख्य संरचनात्मक अवयवों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है इन में लग रहे जंग को संरचनात्मक क्षति के लिए निकटता से दृष्टि गत रखा जाता है निर्माताओं ने इसके लिए पूरक परीक्षण दस्तावेज़ बनाया है वर्तमान निरीक्षण कार्यक्रम जंग और दुर्घटना क्षति को जाँचने में सक्षम समझा जाता है पूरक संरचनात्मक निरीक्षण कार्यक्रम थकावट जनितक्षति का पता लगाने के लिए है जिसकी संभावना समय के साथ बढ़ती जाती है चूँकि थकावट जनित क्षति के वृद्धि की दर दरार की लम्बाई के साथ साथ बढ़ती है इसकी पूर्व जानकारी और मरम्मत क्षति को न्यूनतम करती है इससे मरम्मत का परिमाण भी कम होता है पूरक संरचनात्मक निरीक्षण कार्यक्रम 206 मॉडल वायु यानों के लिए मान्य है जिन्होंने 40000 घंटों से कम की उड़ान की है इस सीमा के बाद वायु यान की सतत उड़ान योग्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है इस के पश्चात् एयर फ्रेम के निवृत्ति जब उसने 40000 उड़ान घंटों को पूरा किया हो की अनुशंसा की जाती है यह एक उदाहरण है जहाँ निर्माता द्वारा एयरक्राफ़्ट की उड़ान जीवन को 40000 घंटों तक सीमित कर दिया है यह बताता है कि 40000 घंटों के उपरांत वायु यान उड़ान योग्य नहीं माना जायेगा यह सेस्सना 206 विमान के लिए है पूरक संरचनात्मक निरीक्षण कार्यक्रम का कार्य है थकावट अधिभार या क्षरण से हुई क्षति का अविनाशकारी और दृष्टि गत निरीक्षणों द्वारा पता लगाना यह पूरक परीक्षण दस्तावेज़ एयर फ्रेम के केवल प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर के हिस्सों के लिए है और इंजन विद्युत् उपकरण और प्राथमिक और द्वितीय स्तर की प्रणालियाँ इस के अंतर्गत नहीं आते हैं अगर यह SID केवल विशिष्ट पुर्जे या हिस्से के लिए है तब आपको उसके आसपास के क्षेत्र को ही परीक्षण करना है और उस पुर्जे अथवा उस उपकरण के आस पास के क्षेत्र को मूल्यांकित करना है अगर उस क्षेत्र के बाहर कोई समस्या हो तो निर्माता को सूचना दें यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कोई भी निरीक्षण जो आस पास के क्षेत्र के लिए हो रहा हो उसे सन्निकट के क्षेत्र के लिए भी किया जाए और कोई भी खराबी मिलने पर तत्काल निर्माता को सूचित किया जाए एक जंग निरोधी और जंग नियंत्रण कार्यक्रम हर विमान के लिए सुनिश्चित होना चाहिए इसके साथ ही निरंतर किया जाने वाला रख रखाव और मुख्य संरचनात्मक अवयवों का निरीक्षण जंग क्षरण के लिए परीक्षण होना चाहिए एयरक्राफ़्ट इंजन और प्रोपेलर के निर्माता समय समय पर नियमित सेवा बुलेटिन सेवा निर्देश और पत्र परिचालकों के दिशा निर्देश के लिए भेजते हैं आप यहाँ सेवा बुलेटीन का एक उदाहरण देख सकते हैं जिस पर लाल निशान चिन्हित किया गया है जो करना अनिवार्य है विषय के अंतर यह स्पष्ट किया जाता है कि कौन कौन से मॉडल प्रभावित हैं निर्देश पूरा करने का समय और वह कारण जिसके लिए बुलेटिनस भेजा गया है और यह बताता है कि कौन सा रख रखाव कैसे करना है आप देख सकते हैं उस विमान पर एक सेवा निर्देश है इस तरह सेवा निर्देश बताता है कि कौन इस सेवा बुलेटिन से संबंधित कौन कौन से रख रखाव के चरण पूरे करने हैं जिनका विस्तृत विवरण दिया गया है इसके अतिरिक्त सेवा पत्र भी भी निर्माताओं द्वारा भेजे जाते हैं जिनसे कई प्रकार के निरीक्षण एयरक्राफ़्ट पर किये जाते हैं ये यांत्रिक निरीक्षण दृश्य निरीक्षण क्षमता निरीक्षण ओवर हाल रिसाई जाँच मापांकन परीक्षा में से कोई सा भी हो सकता है या हो सकते हैं यांत्रिक परीक्षण में आते हैं यह ऐसा परीक्षण है जिसमे सामान्य परीक्षण और विस्तृत परीक्षण दोनों ही हैं यह कलपुर्जे की स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित है जिसे विभिन्न नाप जोख कर या परीक्षण उपकरणों की सहायता से नियत किया जाता है दृश्य परीक्षण के द्वारा उस कल पुर्जे की अवस्था जानते हैं क्षमता परीक्षण में स्वीकृत बैटरी शॉप में बैटरियों की जांच की जाती है बैटरी की जांच के लिए बैटरी निर्माता द्वारा निश्चित की गए प्रक्रियाएँ होती हैं जिनके द्वारा बैटरियों को जांचा जाता है बैटरी की हालत सुनिश्चित करने के लिए और जानने के लिए कि ये अपनी निर्धारित क्षमता का कम से कम 80 देने में सक्षम हैं जब कि यह लगातार 30 मिनट तक 80 की दर से चार्ज देती है ओवर हॉल कला अर्थ है किसी इकाई को उसके स्थान से हटाकर पूरी तरह से खोलना और और इसका पुनर्निर्माण कर इसके मूल डिज़ाइन क्षमता स्तर को पाना और इसके ख़राब हिस्सों को बदलना या निश्चित स्तर तक इनका पुनर्निर्माण करना लीकेज टेस्ट द्वारा एक पायटॉट स्टैटिक सिस्टम को नियंत्रित दबाव दिया जाता है और इसे किसी लीकेज के लिए परखा जाता है और इनका समुचित काम करना जाना जाता है जैसे की अल्टीमीटर एयर स्पीड इंडिकेटर और वर्टीकल स्पीड इंडिकेटर कॉलिबेरशन चेक से ज्ञात मानकों से तुलना कर किसी इकाई की शुद्धता की जाँच की जाती है उपर्युक्त जाँचों के अतिरिक्त कई विशेष परीक्षण करने होते हैं अगर किसी कारण से कोई ऐसी घटना होती है जिसमे हार्ड लैंडिंग या ओवरवेट लैंडिंग होती है तो कुछ जांच करनी होती है लैंडिंग द्वारा प्रेरित किया गया स्ट्रक्टरल स्ट्रेस केवल समस्त भार पर ही नहीं बल्कि संघात की तीव्रता पर भी निर्भर है क्योंकि संघात के समय विमान की वर्टीकल गति के आकलन में बहुत कठिनाई है यह तय करना मुश्किल है कि लैंडिंग संरचनात्मक क्षति करने में सक्षम थी या नहीं भले ही यह दुर्घटना के होने के समय विमान का सकल भार डिज़ाइन लैंडिंग वेट से कम भी हो तो भी इस संघात के बाद एक विशेष परीक्षण किया जाना चाहिए जिसमे भार की जांच की जानी चाहिए कि भार डिज़ाइन लैंडिंग वेट से अधिक तो नहीं था झुर्रियों से भरी हुई विंग विंग की स्किन आसानी से बता सकती है कि लैंडिंग के समय बहुत ज्यादा भार पड़ा है एक दूसरी निशानी जो आसानी से पाई जा सकती है वह है रिवेट किए गए जोड़ों से रिसता हुआ ईंधन ये कुछ ऐसी निशानियां हैं अगर आप देखते हैं झुर्रियों से भरी हुई विंग की स्किन या रिवेट किए गए जोड़ों से रिश्ता हुआ इंधनईंधन ऐसी निशानियां है जो बताती हैं कि विमान की एक कठोर लैंडिंग हुई थी और आपको हार्ड लैंडिंग के लिए निरीक्षण करना चाहिए दूसरे संभावित स्थान जहां क्षति हो सकती है हुए हैं स्पार वेब बल्कहेड्स नसले स्किन एंड अटैचमेंट्स फायरवॉल स्किन विंग और फुसेलगे स्ट्रिंगर्स अगर ऐसा कुछ नहीं दिखे यही समझना चाहिए कि कोई क्षति नहीं हुई है और अगर क्षति मिलती है और ज्यादा निरीक्षण और एलाइनमेंट चेक आवश्यक है अगर विमान भयंकर हलचल के बीच में से उड़ के आ रहा है तब एक विशेष टर्बूलेंस चेक करनी पड़ती है इसे भयंकर हलचल के बीच में से उड़ान के पश्चात करना चाहिए ऊपरी और निचली विंग सरफेस को बकल्स या स्थाई पड़े रिंकल्स के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जहाँ पर रिंकल्स पड़ गए हों वहां की कुछ रिवेट निकाल कर उनकी टांगों का कटाव के लिए जाँच करें कि क्या उन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है अगर वायु यान ने आकाश में कड़कती बिजली का सामना किया है यद्यपि यह बहुत ही कभी कभी ही हो सकता है इसकी ध्यान पूर्वक किसी तरह की भी हुई क्षति के लिए जांच की जानी चाहिए अगर किसी वायु यान पर बिजली गिरती है तो तो विद्युत् धारा को स्थापित कर नियंत्रित लोकेशंस द्वारा ही उत्सर्जित करी जाए ऐसे नियंत्रित लोकेशंस मुख्य रूप से वायु यान के स्थैतिक डिस्चार्ज विक्स पर होते हैं या अधिक परिष्कृत विमानों पर नल फील्ड डिस्चार्ज होते हैं जब उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा एल्युमीनियम या स्टील जैसे विद्युत् के सुचालक माध्यम से हो कर प्रवाहित होती है तो इस से होने वाली क्षति न्यूनतम होती है जब उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा अधातु से जैसे कि एक फिबरग्लॉस रेडोमे से गुजरती है तो या इंजन के कौल से होकर या फैरिंग ग्लास या प्लास्टिक की खिड़की से या एक ऐसी मिश्रित संरचना जिसमें पूर्व अंतर निर्मित विद्युत् संबंध नहीं होते हैं तो जलने और अधिक क्षति उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं से संरचना को ज्यादा गंभीर क्षति हो सकती है इस अवस्था में संरचना का दृष्टि गत परीक्षण या निरीक्षण आवश्यक है जिसमे सभी प्रभावित संरचनाओं पर कम्पोजिट रैसिन के दहन द्वारा हुई क्षति की इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग स्ट्रैप्स स्थैतिक डिस्चार्ज विक्स एवं नल फ़ील्ड डिस्चार्जेर्स की समीक्षा की जाए